असाइनमेंट 6 समस्याएं 5 8 अभी तक असाइनमेंट 6 की 4 समस्याएं शैलेंद्र कुमार के द्वारा हल की गई हैंअगली चार समस्याएं अनमोल ठाकुर द्वारा हल की जाएंगी जो यहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में हमारे विभाग में पीएचडी विद्यार्थी हैं तो यह अनमोल ठाकुर हैं विद्यार्थियों सर परिचय के लिए धन्यवाद तो मैं असाइनमेंट 6 की बची हुई चार समस्या हल करने जा रहा हूं इसलिए प्रश्न संख्या 5 मैं सबसे पहले समस्या बताने जा रहा हूं तो समस्या है कि एक गोला है जिसका सतह आवेश घनत्व है तो मान लेते हैं कि एक गोला है यह इसकी सतह के ऊपर एक सतह आवेश घनत्व है यह इसके केंद्र मूल पर है इसलिए यह केंद्र मूल है और यह z अक्ष के चारों तरफ कोणीय गति घूमता है जो z है ठीक तो मैं इसे बना लेता हूं तो यह इस तरह z से घूम रहा है इसलिए सतह के ठीक बाहर पॉइंटिंग वेक्टर इस तरह बताया गया है इसलिए हमें इस प्रणाली या तंत्र के लिए पॉइंटिंग वेक्टर की गणना करनी है इस प्रणाली को हल करने के लिए मैं व्याख्यान संख्या 25 के बारे में बात करूंगा जिसमें प्रशिक्षक ने साफ साफ बताया है कि इस तरह की प्रणाली के लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना कैसे की जाए मैं इस घूमने वाले गोले के लिए सीधे ही वेक्टर पोटेंशियल लिख रहा हूं वहां से हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे हम इसके लिए विद्युत क्षेत्र की भी गणना करेंगे और उसके बाद हम पॉइंटिंग वेक्टर की गणना के लिए आगे बढ़ेंगे तो यदि आप व्याख्यान संख्या 25 के नोट्स में वापस देखें तो आपको ऐसी प्रणाली के लिए A मिलेगा जो एक वेक्टर पोटेंशियल है इसे 0Rr sin3से लिखते हैं यहां R त्रिज्या है और r वह दूरी है जहां हमें वेक्टर पोटेंशियल की गणना करनी है यह r R के लिए है और 0R4 sin3r2यह r R के लिए है इसलिए हमारी समस्या में हमें केवल बाहर की गणना करनी है इसलिए हम इसकी कल्पना बाद में करते हैं अभी के लिए हम छोटे r और R बड़े का उपयोग करेंगेबाद में हम rR रख देंगे इसलिए यह ध्यान रखें तो जैसे ही मुझे A मिलता है हम B की गणना कर सकते हैंजो कि चुंबकीय क्षेत्र है और कर्ल A के द्वारा दिया जाता है मैं यह अभ्यास आपके लिए छोड़ रहा हूंआप गोलाकार ध्रुवीय निर्देशांक प्रणाली के लिए कर्ल A निकाल सकते हैं तो अब मैं यहां चूक गया A की दिशा है इसलिए B A का कर्ल है आप इसे निकाल सकते हैं कैसे भी जैसे गोलाकार ध्रुवीय निर्देशांक प्रणाली के लिए के लिए कर्ल निकाला जाता है मैं B के लिए सिर्फ बाहर का अंतिम सूत्र लिख रहा हूं अर्थात बाहर जहां rR इसलिए B 0R432 cos rsin rr3 यह इस प्रणाली के लिए B का मान होगा आप सिर्फ बाहर जहां rR हैउसकी गणना के लिए मैं इसे ले रहा हूं इसलिए एक बार जब हम B के लिए कर लेंगेअब हम A की गणना करेंगे माफ करिए इस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र इसलिए विद्युत क्षेत्र के लिए हम आसान गॉस के नियम का उपयोग करेंगे मैं पुनः एक गोला बना रहा हूं यह है कुछ दूरी r पर गौशियन सतह लेते हैं अब आप इसे आसानी से लिख सकते हैं Eds है जिसे आप 4R2लिख सकते हैंजहां R त्रिज्या है आप इसे 4R20इस तरह से लिख सकते हैं और इस Edsको आसानी से E4 R2लिखा जा सकता है जाहिर तौर पर E रेडियली बाहर की तरफ होगा जो कि 4 R20के बराबर होगा जो आपको ER20r2r देता हैतो हमें E मिला हमें B मिला इसलिए पॉइंटिंग वेक्टर S 10 दिया जाएगा तो अब यह केवल सदिश गुणा है और हम इसकी गणना कर लेंगे आप इसकी गणना करते हैं मैं इसे अंतिम रूप में लिख रहा हूं सभी चिन्हों का ध्यान रखें S होगा R62 sin 3r5 0 अब हम इसका उपयोग कर रहे हैं प्रश्न में क्या दिया गया है यह दिया गया है कि गोले के बिल्कुल बाहर इसलिए rR रखते हैं बिल्कुल बाहर और तब यह घटकर S2 R sin 30हो जाएगा जब rR है इसलिए यह पॉइंटिंग वेक्टर है उत्तर है और दिशा है तो यह हल है आप देख सकते हैं कि यह उत्तर समूह या प्रश्न समूह में विकल्प B है अब हम अगली प्रश्न संख्या 6 की तरफ जाते हैं इसलिए प्रश्न संख्या 6 कहता है कि एक r त्रिज्या की लंबी परिनालिका में n घेरे प्रति इकाई लंबाई है और इसमें समय t0 I0धारा बह रही है इसलिए समस्या इस तरह है कि हमारे पास कोई एक लंबी परिनालिका है इसलिए Iधारा ɸ दिशा में लेते हैं धारा I I दिशा में जा रही है और जबकि धारा बदल रही है अर्थात धारा को समय t के फंक्शन के रूप में दिया जा सकता है जिसे I0 𝞪t लिख सकते हैं जो बेलनाकार सतह के ठीक बाहर रेखिक रूप से बढ़ रही है धारा I में परिवर्तन I0 𝞪t के बराबर होता है तब परिनालिका की बेलनाकार सतह के ठीक अंदर पॉइंटिंग वेक्टर होगा पुनः आप देखते हैं कि हमें ठीक अंदर की गणना करनी है इसलिए हम बाद में rR रख देंगे तो पुनः हमें EB और E X B की गणना करनी है तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं की लंबी परिनालिकाअनंत लंबाई की परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र 0nI z से दिया जाता है जहां I ɸ दिशा में है इसलिए 0nI z अब I t का फंक्शन है इसलिए वास्तव में धारा में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र को बदलेगा और समय के साथ इस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन विद्युत क्षेत्र को प्रेरित करेगा तो यह इस तरह दिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र Edl ddtBdsइस छोटे गोले जिसकी त्रिज्या S है इसे लेते हैं और गणना करने पर यह E2S है यह dBdts2के बराबर है और dBdt होगा 0ndIdt और पहली समीकरण से हम इसे सीधे लिख सकते है कि dBdt 0n इसलिए E 0 nR2से दिया जाएगाजहां R परिनालिका की त्रिज्या है यह होगा अब हमें पॉइंटिंग सदिश की गणना करनी है पिछली स्लाइड में B पहले ही दिया गया है इसलिए S पुनः 0से दिया जाएगा जो कि 0 n22I0t r से बताया गया है यह रेडियली संबद्ध है मैं इसका भौतिकी स्पष्टीकरण सर के लिए छोड़ दूंगावह इसका भौतिकी स्पष्टीकरण आपको समझाएंगे तो अब दो समस्याएं हल की जा चुकी हैं एक समस्या गोले से जुड़ी हुई थी जो घूम रहा था और दूसरी समस्या जहां एक परिनालिका है और धारा बढ़ रही है पिछली स्थिति में हमने पाया कि पॉइंटिंग सदिश की दिशा में है इसलिए यह गोल गोल जाता है आप देख सकते हैं कि यह इसी के ऊपर बंध जाता है और कोई भी ऊर्जा ना बाहर जाती है और ना अंदर आती है वहीं दूसरी तरफ परिनालिका में पॉइंटिंग सदिश में ऊर्जा अंदर आती है यदि आप याद करें तो पॉइंटिंग सदिश एक फिजिकल मात्रा हैजो यह बताती है कि प्रति इकाई क्षेत्र कितनी उर्जा बह रही है पिछले स्थिति में यानी गोले की स्थिति में आप देख सकते हैं क्योंकि यह इसके चारों तरफ बंधा हुआ है कोई भी ऊर्जा इस प्रणाली तंत्र से बाहर नहीं जा रही थी और अंदर नहीं आ रही थी वहीं दूसरी तरफ परिनालिका में जैसे ही धारा बढ़ती है तो इसके अंदर का क्षेत्र भी बढ़ता है और यदि B क्षेत्र बढ़ रहा है तो उस चुंबकीय क्षेत्र में उर्जा भी बढ़ रही है और वही इस पॉइंटिंग सदिश में लाई गई है अब हम अगली दो समस्याओं को हल करेंगे विद्यार्थियों तीसरा प्रश्न है मान लीजिए त्रिज्या A की दो बड़ी गोल प्लेट है जो एक संधारित्र बनाती हैं प्लेट के बीच की दूरी d है यह इस तरह से हैयहां दो प्लेट है इनमें से एक आवेश Q0ले जा रही है और दूसरी वाली कुछ आवेश Q0 ले जा रही है और यह एक दूसरे से R दूरी पर हैं तथा हमें यही कहीं गणना करनी है इस बिंदु P पर हमें यह गणना करनी है कि यदि यह एक पतले तार जो कि इनके केंद्र से जाता है उससे जुड़ी हुई हैं तो एक धारा इस तार के माध्यम से बहना शुरू होती है जाहिर तौर पर यहां एक धारा होगीजो यहां से वहां नीचे वाली प्लेट से ऊपर वाली प्लेट तक बहेगी यदि तार का प्रतिरोध R है तो तार का प्रतिरोध R दिया गया है तार से S दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा और यह बिंदु S दूरी पर है यह S हैयह Q0है ठीक हैअब आगे कैसे बढ़े हम इस तरह आगे बढ़ेंगे यह प्रश्न संख्या 7 है हम जानते हैं कि VIR है और हम यह भी जानते हैं कि VRIजो dQdt के बराबर हैऔर हमें Q देता है और इसे हम ऐसे भी हल कर सकते हैं कि यह QCR के बराबर होगा आवेश घट रहा है इसलिए हम Q को Q ले रहे हैं क्योंकि आवेश यहां से वहां बह रहा है इसलिए Q है तो यह आपको dQQ देगा जो dtRC के बराबर है और आप इसकी गणना कर सकते हैं जब t0 है तब Q0 होगा कभी जब t किसी समय t पर होगा तब यह Q है तोआप गणना कर सकते हैं लघुगणकQQ0 tRc जो मुझे Q Q0e tRCदेगा इसका मतलब किसी समय t पर आवेश Q है इसे t लेते हैं इसका मतलब मेरा आवेश इस प्लेट नीचे वाली प्लेट पर समय के साथ घटता जाएगा इस तरह से की धारा बढ़ती जाएगी मतलब समान तो अब हम पहले E विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे तो अब यह मेरी प्लेट है जो आवेश Q0और Q0 ले जा रही है अब हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु पर इस तरह की विद्युतीय पॉइंटिंग होती है इसलिए किसी भी बिंदु पर शीट के लिए विद्युत क्षेत्र E हम जानते हैं 20पहली प्लेट के कारण और 20 दूसरी प्लेट के कारण होगा और यह सब z में इकट्ठे होते हैं यहां मैं अपने z को परिभाषित करता हूंजहां मेरी निर्देशांक प्रणाली zxy इस तरह है इसलिए यह z दिशा में जा रहा है इसलिए मेरा E क्षेत्र 0zहोगा अब आप E को किसी समय t पर लिख सकते हैं क्योंकि आवेश घट रहा है इसलिए हम इसे E औरलिख सकते हैं हम इसे किसी समय t पर Q0e tRC क्षेत्रलिख सकते हैं यहां क्षेत्र a20z है तो यह मेरा विद्युत क्षेत्र है तोआप चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए एक चीज यहां पर लिख लें कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र को प्रेरित करेगा इसलिए पहले हम इस विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा योगदान इस तार के कारण होता है जो धारा I ले जाता है तो यहां चुंबकीय क्षेत्र में दो योगदान होंगेपहला परिवर्तित होते हुए विद्युत क्षेत्र के कारण और दूसरा तार में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण इसलिए आप एक एक करके यहां दोनों की गणना करेंगे तो सबसे पहले मैं समय पर निर्भर विद्युत क्षेत्र के कारण प्रेरित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गणना करूंगा इसलिए यहां से हम सीधे Et प्रेरित कर सकते हैं तो यह 1Rca20होगा चलिए हम 1 नहीं लिखते हैं मैं आसान तरीके से इसे Q0e tRCसे गुणा कर सकता हूं तो यह dvdt समय है z दिशा के लिए है अब हम समय के साथ बदलने वाले विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे जो Bdl से दिया जाता है यह 00dEdtds बराबर हैतो यह समय के साथ बदलने वाले विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है मैं पुनः बनाता हूं चलिए हम कोई S लेते हैंजो यहां दिया गया है इसलिए Bdl दिशा में dl की तरह होगा तो यह दिशा देता है एक बात यहां ध्यान दें कि उस दिशा में इसलिए यह B2s00हमने अपनी पिछली स्लाइड में ddt की गणना की है और यह बराबर होगा इसलिए मैं यहां Q0लिखता हूं यहां एक ऋण आत्मक चिन्ह है e tRC0RCa2 यहां से 0कट जाएगा और वहां ds होगा इसलिए यह होगाs2यहां आ जाएगा जो मुझे B 0Q0e tRC 2RCa2 s2देगा इसलिए यह इस को रद्द कर देगा और यहां एक s का भाग आएगा जो यहां भी आएगा यह s इस s को काट देगाऔर यह की दिशा में होगा तो यह मेरा B सदिश है 0Q0e tRC 2RCa2s इसलिए यह परिवर्तित समय के विद्युत क्षेत्र का योगदान है अब दूसरा योगदान इसे हम Bविस्थापनतरह लिखते हैं आप इसे Bविस्थापन कह सकते हैं यह पहला वाला है अब दूसरे B योगदान की बात करेंगे जो पुनः इसमें जाने वाली धारा के कारण होगा पुनः s का वही घेरा बनाते हैं और दोबारा एंपियर के नियम Bdl 0Ienclosedका उपयोग करते हैं आप जानते हैं धारा इस दिशा में बढ़ रही है इसलिए यह B2s0Iक्योंकि Idqdt है इसलिए एकदम सही लेने के लिए मैं इसे Q0ddte tRCलिख देता हूं और मैं इसका मापांक ले लूंगा क्योंकि वास्तव में I बढ रही है इसलिए यह 0Q0e tRCRCB2S होगा तो Bसदिश 0Q0e tRC2RCs मान लीजिए धारा I इसलिए I के कारण B को BI मैं इसे इस तरह से लिख रहा हूं अब हमें कुल B अर्थात B total की गणना करनी है इसलिए Btatalहोगा 02RCQ0e tRCs 02RCQ0e tRCa2x s अब वह मात्रा लेंगे जो इनमें एक समान है इसलिए यह 0Q0e tRC2RC इनमें समान है तो हमारे पास 1s sa2 बच जाएगा इसलिए यह B सदिश है क्योंकि हमने B की गणना कर ली है अब यह हो चुका है और आप देख सकते हैं कि विकल्प C इसे संतुष्ट करता है अब प्रश्न संख्या आठ में हमें प्रणाली के लिए केवल पॉइंटिंग वेक्टर की गणना करनी है तो अभी तक हमने E की गणना की हैहमने B की गणना की है अब हम S को S10E X B आसान रूप से लिखेंगे हम बस यह जानते हैं कि EQ0e tRCa20z है यह z में विद्युत क्षेत्र है इसलिए S बराबर होगा S को इस से गुणा कर देंगे इस तरह से यह होगाQ02e 2tRC2RCa201s sa2 होगा यह z x है जो कि S सदिश है अब यहां होगा S सदिशQ02e 2tRC2RCa201s sa2 और z x rके बराबर है अब यह पॉइंटिंग वेक्टर है आप प्रश्न समूह से विकल्प देख सकते हैं यह इनमें से एक विकल्प से मिल रहा है एक चीज जो मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि RC को समय नियतांक कभी कभी ट्रांजियंट सर्किट का समय नियतांक कहते हैं